सुप्रभात अब आइए शुरू करते हैं किअर्न वैल्यू को कैसे मॉनिटर करते हैं पिछली कक्षा में हमने अर्न वैल्यूएनालिसिस के बारे में चर्चा की है अब देखते हैं कि अर्न वैल्यू को मॉनीटर कैसे करें इसलिए पिछली कक्षा में बेसलाइन बजट बनाने के बाद हमने पहले ही बेस लाइन बजट में चर्चा की है इसलिए बेसलाइन बजट बनाने के बाद अगला काम अर्न वैल्यू को मॉनिटर करना है क्योंकि प्रोजेक्ट या परियोजनासमय के साथ आगे बढ़ती है तो यह ठीक कार्यों के पूरा होने की निगरानी के द्वारा किया जा सकता है यह कार्य या गतिविधि शुरू होने या अन्य क्रेडिट तकनीकों के मामले में माइलस्टोन की उपलब्धियों को पूरा करने की निगरानी के द्वारा किया जा सकता है तो अब हमने देखा है कि अर्न वैल्यू को कैसे सौंपा जा सकता है अर्न वैल्यू को मूल्य कैसे सौंपा जा सकता है इसलिए अर्न वैल्यू को रिकॉर्ड करने के साथ साथ प्रत्येक कार्य की एक्चुअल कॉस्ट भी दर्ज की जा सकती है इसे एकत्र किया जा सकता है जिसे हम एक्चुअल कॉस्ट या AC कहते हैं तो रिकॉर्डिंग ईवी के समान अर्न वैल्यू प्रत्येक कार्य की एक्चुअल कॉस्ट भी एकत्र की जा सकती है इसे एक्चुअल कॉस्ट या AC के रूप में जाना जाता है इस एक्चुअल कॉस्ट को निष्पादित कार्य की एक्चुअल कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है अब हम अर्नड वैल्यू ट्रैकिंग चार्ट नामक चार्ट का उपयोग कर सकते हैं यह चार्ट अर्नड वैल्यू की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है हम देखेंगे कि तीन अलग अलग लाइनें यहाँ दिखाई गई हैं यह प्रारंभिक यह डॉटेड लाइन अर्नड वैल्यू को दिखाती है यह मध्य रेखा ठोस रेखा बेसलाइन बजट को दिखाती है जिसे पलैंड वैल्यू और इस ऊपरी डॉट लाइन के रूप में भी जाना जाता है यह तारीख तक की एक्चुअल कॉस्ट को दिखाती है तो मान लीजिए कि यह समय है जब यह मध्य रेखा यह ऊर्ध्वाधर रेखा अब या आज का समय है इसलिए इसे देखते हुए हम विभिन्न मापदंडों को मापना चाहते हैं आप X axis में देख सकते हैं हमने महीने की संख्या और Y axis को लिया है हमने संचयी लागत को अधिकतम 1000s के संदर्भ में लिया है तो आप देख सकते हैं कि नीचे की रेखा जो अर्नड वैल्यू और को दिखाती है यह आज का पॉइंट है तो और यह था अर्नड वैल्यू लेकिन पलैंड वैल्यू क्या था आप देख सकते हैं यहपलैंड वैल्यू यहाँ है तो यह अंतर इसका मतलब हैपलैंड वैल्यू क्या है और इसके बीच अर्नड वैल्यू का अंतर क्या है यह ज्ञात है कि आप शेड्यूल वैरियेंस को क्या कह सकते हैं जो कॉस्ट के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है इसी तरह यह अंतर यह एक्चुअल कॉस्ट है और यह है इसे हम अर्नड वैल्यू कह सकते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट और इस अर्नड वैल्यू के बीच का अंतर इसे कॉस्ट वैरियेंस के रूप में जाना जा सकता है और इसी तरह यहां आप देख सकते हैं कि काम इस समय समाप्त होने की योजना है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में खत्म हो रहा है शुरू में इसे लगभग 925 महीने या तो समाप्त करने की योजना बनाई गई थी और वास्तव में यह 11 महीने में समाप्त हो गया था इसलिए यह अंतर लगभग 11 माइनस 925 शायद 175 इसलिए इस अंतर को टाइम वेरियंस के रूप में जाना जाता है तो मूल रूप से यह अर्नड वैल्यू ट्रैकिंग चार्ट यहाँ है यह हमें तीन संस्करण दिखा रहा है शेड्यूल वेरियंस क्षमा करें चार शेड्यूल वेरियंस कॉस्ट वेरियंस बजट वेरियंस और टाइम वेरियंस तो हम देखते हैं कि आप इन भिन्नताओं की गणना कैसे कर सकते हैं ताकि हम किसी प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह आंकड़ा निम्नलिखित परफॉर्मेंस स्टैटिसटिक्स को दिखाता है जो सीधे दिखाए जा सकते हैं या वे earned value से प्राप्त किए जा सकते हैं वे शेड्यूल वेरियंस बजट वेरियंस और टाइम वेरियंसहैं और हम कुछ प्रदर्शन अनुपात देखेंगे इसलिए ये सभी संस्करण यहां दिखाए गए हैं तो यह है शेड्यूल वेरियंस जो पीवी और ईवी के बीच अंतर है और यह बजट वेरियंस है एक्चुअल कॉस्ट के बीच का अंतर और यह वही है जो आप देख सकते हैं इसे आप अर्नड वैल्यू कह सकते हैं और यह टाइम वेरियंस है अब हम इन शब्दों को गणितीय रूप से परिभाषित करते हैं शेड्यूल वेरियंस में मापा जाता है लागत की शर्तें गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि शेड्यूल वेरियंस अर्नड वैल्यू में से पलैंड वैल्यू को घटाकर निकाला जाता है SV EV PV यह क्या दिखाता है यह उस डिग्री को दिखाता है जिस पर पूर्ण कार्य का मूल्य है नियोजित से अलग नियोजित मूल्य क्या था और अर्जित मूल्य क्या हैं तो यह उस डिग्री को इंगित करेगा जो पूर्ण कार्य का मूल्य है इसका मतलब है अर्नड वैल्यू यह पलैंड वैल्यू से अलग है एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं मान लें कि 40000 पाउंड के नियोजित मूल्य के पीवी के साथ एक काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था आज तक 40000 पाउंड के पलैंड वैल्यू के साथ एक काम पूरा होना चाहिए था वास्तव में क्या हुआ था काम का कुछ हिस्सा पूरा नहीं हुआ है अब तक ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि आज का अर्नड वैल्यू केवल 35000 है तो इसका क्या मतलब है तो शेड्यूल वेरियस हम इस अर्नड वैल्यू की तरह माइनस करके पलैंड वैल्यू की गणना कर सकते हैं अर्जित वैल्यू हम कह रहे हैं कि 35000 माइनस पलैंड वैल्यू पहले से ही हमने 40000 को दर्शाया है जो माइनस 5000 पाउंड है इसलिए इसका मतलब है कि यह नकारात्मक है तो एक नकारात्मक SV क्या दर्शाता है एक नकारात्मक शेड्यूल वेरियंस का मतलब है कि परियोजना शेडूल से पीछे है यहां आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह 40000 क्यों नहीं है क्योंकि काम का कुछ हिस्सा नहीं किया गया है और इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यह परियोजना तय समय से पीछे चल रही है तो एक नकारात्मक एस वी का मतलब है कि परियोजना शेड्यूल से पीछे है इसलिए यह मैंने पहले ही ग्राफ में दिखाया है कि शेड्यूल वेरिएंट आमतौर पर EV माइनस P V तो यह शेड्यूल वेरिएशन है तो यह है EV क्या है यह P V है इसलिए EV माइनस PV है यह इस शेड्यूल में क्या बदलाव देता है और आप देख सकते हैं कि यह एक नकारात्मक है इसका मतलब है यह वही है जो पिछड़ रहा है यह कम है तो यह प्लैंड कार्यक्रम से पीछे है यह समय से पीछे है अब हम टाइम वेरियंस के बारे में देखते हैं तो आप किस समय पर गणना कर सकते हैं तो टाइम वेरियंस को उस समय के बीच के अंतर के रूप में बताया जाता है जब करंट अर्नड वैल्यू की उपलब्धि की योजना बनाई गई थी और वर्तमान समय क्या है इसलिए इसे उस समय के रूप में परिभाषित किया गया है जब करंट वैल्यूकी उपलब्धि की योजना बनाई गई थी होने के लिए यह मूल रूप से होने की योजना बनाई गई थी और अब समय है तो आप यहां क्या देख सकते हैं कब क्या होना है और क्या समय है तो आप देख सकते हैं कि यह वर्तमान समयcurrent timeI है और यदि आप देखेंगे इसे इस समय समाप्त करने की योजना थी यह लगभग 925 है इसलिए 925 महीनों में इसे पूरा करने की योजना बनाई गई थी लेकिन यह आज के अनुसार है यह 11 वां महीना है यह 11 वें महीने में लगभग पूरा हो गया है तो टाइम वेरियंस कितना होगा 925 माइनस 11 तो लगभग 175 माइनस 175 पर आ रहा है इसलिए हम यहां दिखाते हैं तो इस मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है वर्तमान ईवी को 9 महीने के शुरुआती भाग में हासिल किया जाना चाहिए था 9 महीने का शुरुआती हिस्सा 925 के आसपास होता है लेकिन यह 11 महीने 11 को पूरा होता है इसलिए टाइम वेरियंस 925 शून्य से 11 कम से कम 175 महीने है इसलिए फिर से यहाँ यह नेगेटिव या नकारात्मक है तो नेगेटिव टाइम वेरियंस यह क्या बताता है यह बताता है कि परियोजना देर से चल रही है आप यहां देख सकते हैं कि यह परियोजना 925 महीनों तक पूरी होनी चाहिए लेकिन यह पूरी तरह से 11 है इसका मतलब है परियोजना देर से चल रही है परियोजना धीमी गति से चल रही है यह देर से चल रहा है अगला संस्करण कॉस्ट वेरियंस है क्योंकि इसका नाम कॉस्ट वेरियंस बताता है इसकी गणना किस रूप में की जा सकती है हम इसे CV के रूप में निरूपित करते हैं और ईवी माइनस एसी की गणना उस ग्राफ से करते हैं जिसे आप लागत भिन्नता देख सकते हैं CV EV AC आज एक्चुअल वैल्यू क्या है यह पॉइंट या बिंदु एसी और अर्नड वैल्यू क्या है अर्नड वैल्यू कौन सा है यह एक यह अर्नड वैल्यू है तो ईवी माइनस एसी यह आपको कॉस्ट वैरिएशन देगा जो हमने यहां दिखाया है इसे ईवी माइनस एसी के रूप में गणना की जाती है यह क्या दर्शाता है यह अर्नड वैल्यू या बजट की कॉस्ट और एक पूर्ण कार्य की एक्चुअल कॉस्ट के बीच अंतर को दर्शाता है तो कॉस्ट वेरियंस की गणना की जाती हैअर्नड वैल्यू या पूर्ण कार्य के लिए बजट की कॉस्ट और पूर्ण कार्य की एक्चुअल कॉस्ट के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है तो अब इसका मतलब है कि सीवी पूर्ण कार्य के लिए अर्नड वैल्यू के बराबर है जो कि पूर्ण किए गए कार्य की एक्चुअल कॉस्ट के बराबर है अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि पिछला उदाहरण हमें दें इसलिए कहते हैं कि जब S V ऊपर की गणना की गई थी तो पहले के लिए माइनस 5000 थी पिछली समस्या के लिए कार्यक्रम हम पहले ही देख चुके हैं कि SV माइनस 5000 पाउंड का होगा तो यह कहें कि उपरोक्त S V की गणना शून्य से 5000 थी और वास्तव में इस EV को प्राप्त करने के लिए 55000 पाउंड खर्च किए गए थे तो इस अर्नड वैल्यू को प्राप्त करने के लिए वास्तव में 55000 पाउंड खर्च किए गए हैं तो अब इस सीवी के अनुसार क्या होगा तो इस मामले में CV कितना होगा 35000 जो ईवी मान शून्य से 55000 है वास्तविक लागत क्या है तो यह कितना आ रहा है तो 35000 माइनस 55000 माइनस 20000 पाउंड का होने वाला है तो आप देख सकते हैं कि यह फिर से नकारात्मक है तो एक नकारात्मक का मतलब क्या है एक नकारात्मक सीवी का मतलब है कि परियोजना लागत से अधिक है लागत जो आपके द्वारा योजना बनाई गई बजट है इसलिए यह है कि यह उससे अधिक लागत है तो यह लागत से अधिक है तो एक नकारात्मक सीवी का मतलब है कि परियोजना लागत से अधिक है यह सकारात्मक था इसका मतलब है परियोजना लागत से नीचे है यह नियंत्रण में है इसलिए जैसा कि हमने देखा है कि यहां नकारात्मक लागत विचलन का मतलब है कि यह दर्शाता है कि परियोजना लागत से अधिक है यह orignal cost मूल लागत अनुमान की सटीकता का संकेत भी हो सकता है आपका मूल लागत अनुमान कितना सही था जो सीवी द्वारा भी दिखाई जा सकती है तो CV मूल लागत अनुमानों की सटीकता को भी दर्शाता है अब इन तीन शर्तों के साथ कॉस्ट वेरियंस शेड्यूल वेरियंस और टाइम वेरियंस हम परफॉर्मेंस या प्रदर्शन अनुपात की गणना कर सकते हैं तो हम दो महत्वपूर्ण प्रदर्शन अनुपात देखेंगे यहां दो अनुपात आमतौर पर यहां ट्रैक किए जाते हैं एक यह लागत है प्रदर्शन सूचकांक सीपीआई के रूप में जाना जाता है इसे ईवी को एक्चुअल कॉस्ट से विभाजित मतलब अर्नड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से विभाजित के रूप में परिभाषित किया गया है CPIEVAC इसी तरह एक और पैरामीटर शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स है संक्षेप में हम लिखते हैं एसपीआई की गणना प्लैंड वैल्यू से विभाजित अर्नड वैल्यू के रूप में की जाती है SPIEVPV अब हम फिर से पिछले उदाहरण को लेते हैं और सीपीआई की गणना करते हैं तो सीपीआई होगा ये परिभाषा कितनी है CPI AC द्वारा EV के बराबर है तो ईवी और एसी का मूल्य आप क्या देख सकते हैं पहले के उदाहरण में हमने देखा है कि ईवी बराबर है यहां आप देख सकते हैं कि ईवी 35000 के बराबर है और एसी की लागत कितनी है तो यह कितना के बराबर है 35000 by 55000 यानी एक अनुपात 064 पर आ रहा है इसी तरह एसपीआई क्या है एसपीआई प्लैंड वैल्यू द्वारा अर्नड वैल्यू के बराबर है तो अर्नड वैल्यू क्या है फिर से यह 35000 है लेकिन प्लैंड वैल्यू क्या है हमने पहले ही देखा है कि प्लैंड वैल्यू 40000 है प्लैंड वैल्यू 40000 है इसलिए 40000 और 35000 का अनुपात 088 आ रहा है तो अब हम देखते हैं कि व्याख्या क्या है निष्कर्ष क्या है दो अनुपात उन्हें धन सूचकांकों के कुछ मूल्य के रूप में सोचा जा सकता है उन्हें इस तरह से माना जा सकता है जैसे कि यह पैसे के लिए मूल्य के सूचकांकों का प्रतिनिधित्व करता है दो अनुपातों को धन सूचकांकों के मूल्य के रूप में माना जा सकता है अब देखते हैं कि मान दो संभावनाएं हैं मान 1 से कम हो सकते हैंमान 1 से अधिक हो सकते हैं एक से अधिक मूल्य यह इंगित करेगा कि कार्य योजनाबद्ध ओके से बेहतर पूरा हो रहा है यदि मान एक से अधिक हैं तो यह इंगित करता है कि कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है जबकि एक से कम का मान दिखाएगा कि कार्य की योजना बनाई गई लागत से अधिक खर्च हो रही है या आप कह सकते हैं कि अर्नड या काम है यह योजना की तुलना में अधिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो यह वांछनीय है कि यह होना चाहिए मूल्य एक से अधिक होना चाहिए अगर यह होता है इसका मतलब है यह बेहतर है लेकिन अगर यह एक से कम है तो दो संभावनाएं होंगी लागत की शूटिंग खत्म हो गई है परियोजना की योजना की तुलना में लागत से अधिक है और परियोजना योजनाबद्ध ओके की तुलना में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है तो इस तरह से ये अनुपात परियोजना की प्रगति की निगरानी में मदद करेंगे तो सीपीआई मूल्य जो हमने पहले ही देखा है यहाँ CPI AC के द्वारा EV के बराबर है या हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है CPI का उपयोग परियोजना के लिए एक संशोधित लागत अनुमान का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है जिसे पूरा होने पर अनुमान कहा जाता है सीपीआई मूल्य का उपयोग उस परियोजना के लिए एक संशोधित लागत अनुमान और सही लागत अनुमान उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है जिसे हम इसे पूरा होने या ईएसी के रूप में अनुमान कहते हैं और ईएपी ईएसी की गणना गणितीय रूप से की जा सकती है गणितीय रूप से सीपीआई द्वारा बीएसी के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है EAC BACCPI सीपीआई हम पहले से ही पहले से ही जानते हैं और बीएसी पूरा होने पर बजट को दिखाता है उस इसका मतलब है यह कहेगा कि बजट पूरा होने पर क्या है वह बीएसी है तो EAC CPI द्वारा BAC के बराबर है अच्छा यहाँ इसलिए बीएसी वर्तमान अनुमानित बजट है परियोजना के लिए इसलिए जैसा कि आपने देखा है कि ईएसी सीपीआई द्वारा उस बीएसी के बराबर है जहां बीएसी जो पूरा होने पर बजट स्थानांतरित करता है यदि बीएसी 100000 था तो परियोजना के लिए यह वर्तमान अनुमानित बजट है आइए हम फिर से पिछला उदाहरण लें या हम इसे एक नए सिरे से भी ले सकते हैं यदि बीएसी 100000 पाउंड था फिर एक संशोधित अनुमान जिसे हम ईएसी की गणना करके तैयार कर सकते हैं जहां EAC CPI द्वारा BAC के बराबर होगा तो बीएसी मूल्य क्या है BAC का अनुमान है कि CPI द्वारा विभाजित 100000 हम पहले से ही हमारे पहले मामले में CPI की गणना कर चुके हैं यह 064 है तो 100000 by 064 से यह तक १००००० यह हो रहा है इसका मतलब है शुरू में कहें कि यह शुरू में था जो वर्तमान परियोजना बजट था लगभग बीएसी 100000 था लेकिन फिर जैसे जैसे हम प्रगति के रूप में आगे बढ़ रहे थे जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ रही है हम इसे संशोधित कर सकते हैं हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह वर्तमान प्रगति को देख रहा है और जैसा कि सीपीआई 064 के बराबर है तो आप देख सकते हैं कि अब यह 100000 मूल्य से अधिक है अब यह 156250 है इसका मतलब है कि हमें अधिक लागत की आवश्यकता है हमें अधिक पैसे की आवश्यकता है काम पूरा करो तो इसी तरह एसपीआई का वर्तमान मूल्य आप उस सूत्र का उपयोग करके गणना कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं कि पीवी द्वारा ईवी इसी तरह वर्तमान एसपीआई का उपयोग प्रगति की वर्तमान दर को देखते हुए परियोजना की संभावित अवधि को प्रोजेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है तुम भी क्या SPI का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं आप प्रगति की वर्तमान दर को देखते हुए परियोजना की संभावित अवधि के लिए या परियोजना के लिए SPI के वर्तमान मूल्य का उपयोग कर सकते हैं तो क्या है संशोधित अवधि को पूरा करने में जो संभव अवधि लगेगी उस परियोजना को पूरा करने में लगने वाले समय की गणना की जा सकती है यदि आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि आप इस वर्तमान एसपीआई मूल्य का उपयोग करेंगे अब हमें एक और प्रदर्शन पैरामीटर लेते हुए देखते हैं माना कि नियोजित कुल अवधि 23 महीने है शुरू में यह योजना बनाई है कि काम पूरा करने में 23 महीने लगेंगे अर्जित मूल्य शब्दावली में इसे पूरा होने के रूप में कहा जाता है ठीक है कहते हैं कि नियोजित कुल अवधि 23 महीने है अर्नड वैल्यू शब्दावली में इसे शेड्यूल कहा जाता है पूरा होने पर निर्धारित इस शब्द का उपयोग करते हुए एक और पैरामीटर की गणना की जा सकती है जिसे पूरा होने के समय के अनुमान के रूप में जाना जाता है इस पूर्णता के लिए क्या अनुमान है समय अनुमान पूरा करने का समय अनुमान पूरा होने पर जो संक्षेप में टीईएसी के रूप में लिखा जाता है इसकी गणना एसपीआई द्वारा सैक के रूप में की जा सकती है TEAC SACSPI सैक क्या है हम पहले ही शेड्यूल पूरा होने पर देख चुके हैं एसपीआई वह शेड्यूल है परफॉर्मेंस इंडेक्स मुझे लगता है कि SPI आप पहले ही देख चुके हैं कि SPI शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है तो यह कितने के बराबर होगा यह देखने के लिए बराबर होगा कि SAC 23 महीने का है और SPI जिसे आपने पिछली स्लाइड में देखा है SPI 06 088 हो रहा है एसपीआई 088 तो फिर यह अनुपात 2614 पाउंड हो रहा है इसका मतलब है वर्तमान प्रगति से हम यह माप सकते हैं कि कार्य 23 महीने में पूरा नहीं हो सकता है इसके लिए एक और 314 महीने की अतिरिक्त आवश्यकता होगी इसका मतलब है परियोजना को पूरा करने के लिए संशोधित अवधि 2614 महीने होगी तो यह केवल एक अनुमानित गाइड है जहाँ समवर्ती गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई समानांतर श्रृंखलाएँ चल रही हैं फिर यह हो सकता है यह एक हाथ कठिन और तेज नियम नहीं है यह केवल एक अनुमानित गाइड है लेकिन जहां कई समानांतर श्रृंखला की गतिविधियां समवर्ती रूप से की जा रही हैं तो अनुमानित अवधि डिग्री पर निर्भर करेगी जिन गतिविधियों में देरी हुई है जिन गतिविधियों के लिए डिग्री देने में देरी हुई है वे महत्वपूर्ण पथ पर हैं उनमें से कितने महत्वपूर्ण कार्यकलापों में हम देरी कर रहे हैं उनमें से कितने महत्वपूर्ण पथ पर हैं इसलिए वह कारक भी तय करेगा कि संशोधित अवधि क्या होगी इसलिए जैसे ही आपने एसपीआई वगैरह की गणना की है तब आप पूर्वानुमान को संशोधित कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका है कि सीपीआई का उपयोग लागत अनुमान को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है इसी तरह एसपीआई का उपयोग परियोजना की अवधि को विभाजित करने के लिए किया जा सकता है इसलिए एक बार सीपीआई और एसपीआई किया जाता है उन्हें पता चला है आप पूरे अनुमान को संशोधित भी कर सकते हैं सीपीआई और एसपीआई की गणना के बाद पर अर्नड वैल्यू चार्ट इसे संशोधित किया जा सकता है अन्य मापदंडों को संशोधित किया जा सकता है आप एक संशोधित अर्नड वैल्यू चार्ट तैयार कर सकते हैं तो यह संशोधित पूर्वानुमान के साथ एक अर्नड वैल्यू चार्ट का उदाहरण है आप यहाँ देख सकते हैं वो यह है यह वर्टिकल लाइन आज का समय या आज की तारीख है तो यह अर्नड वैल्यू था और यह एक्चुअल कॉस्ट है आप वह देख सकते हैं तो आज यह एक्चुअल कॉस्ट है लेकिन इस प्लैंड वैल्यू के आधार पर और वर्तमान प्रगति के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप फिर से अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविक लागत अब बढ़ रही होगी और इस पर आ सकती है तो इसी तरह से यह समय पहले से योजनाबद्ध मूल्य के अनुसार अनुमानित किया गया था यहां पूरा किया जाएगा लेकिन जैसे जैसे प्रगति हो रही है जैसे जैसे आप प्रगति को देख रहे हैं अब यह परियोजना लगभग पूरी हो जाएगी इसलिए इस अंतराल को हम पूर्वानुमानित परियोजना के पूरा होने में देरी कहते हैं इसी तरह लागत के संबंध में यह मूल योजना थी लेकिन वास्तव में अनुमानित खर्च का अनुमान है इसलिए इसे हम संशोधित व्यय पूर्वानुमान कहते हैं तो यह मूल पूर्णता तिथि थी जिसे आप देख सकते हैं और यह संशोधित पूर्णता तिथि है इसलिए इस अंतर को हम पूर्वानुमानित परियोजना के पूरा होने में देरी कहते हैं और इसी तरह जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि यह वास्तविक लागत थी यह अनुमानित वास्तविक लागत थी यह अनुमानित भविष्य की लागत है जो आप वास्तव में कह सकते हैं कि यह क्या है यह मान है कि हम इस मूल्य को वास्तविक लागत के रूप में कर सकते हैं क्षमा करें आप इसे एक्चुअल कॉस्ट के रूप में देख सकते हैं और यह पहले रिवाइजड़ कॉस्ट थी यह मूल्य रिवाइजड़ कॉस्ट है इसलिए इस अंतर को हम अनुमानित भविष्य की लागत कहते हैं यह है संशोधित व्यय पूर्वानुमान तो इस तरह से यदि आप सीपीआई और एसपीआई को जानते हैं आप एक संशोधित अर्नड वैल्यू चार्ट तैयार कर सकते हैं संशोधित अर्नड वैल्यू चार्ट से आप अनुमानित परियोजना के पूरा होने में देरी का अनुमान लगा सकते हैं साथ ही आप अनुमानित फ्यूचर कॉस्ट भी जान सकते हैं यह अर्नड वैल्यू विश्लेषण फिर से इस पर हमने नहीं देखा है यह भी हमने ठीक किया है अर्नड वैल्यू विश्लेषण ने अभी तक बहुत कुछ हासिल नहीं किया है जो यूनिवर्स स्वीकृति को स्वीकार करता है आइए देखते हैं कि क्या कारण हैं अर्नड वैल्यू विश्लेषण को अभी तक सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं के साथ उपयोग के लिए यूनिवर्सल स्वीकृति नहीं मिली है यह पूरी तरह से या इसके लिए काम कर सकता है यह अर्नड वैल्यू विश्लेषण अन्य परियोजनाओं के लिए काम किया गया हो सकता है लेकिन अर्नड विश्लेषण ने अभी तक सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं के साथ उपयोग के लिए यूनिवर्सल स्वीकृति प्राप्त नहीं की है क्या कारण है हमें देखते हैं कि शायद बड़े पैमाने पर रवैये के कारण जबकि एक आधा निर्मित घर में उपयोग किए गए श्रम और सामग्री द्वारा रिफ्लेक्टेड वैल्यू होता है लेकिन एक आधे भरे हुए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं है यह बहुत सच है कि एक इमारत जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी है तो एक आधा निर्माण भवन का कुछ मूल्य है क्या यह नहीं है इस बात के संदर्भ में कि श्रम और सामग्री का उपयोग किया गया है लेकिन एक सॉफ्टवेयर जब तक यह पूरी तरह से पूरी तरह से स्थापित और परीक्षण नहीं किया जाता है कोई भी इसका उपयोग नहीं करेगा इसका कोई मूल्य नहीं है तो यही कारण है कि इस अर्नड वैल्यू विश्लेषण ने सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली यूनिवर्सल स्वीकृति प्राप्त नहीं की है तो यह ऐसा है यह आपके द्वारा अर्नड वैल्यू विश्लेषण के उद्देश्य को गलत समझने के लिए है प्रोजेक्ट ओके पर जो हासिल हुआ है उसे ट्रैक करने के लिए एक तरीका तो इसीलिए यह गलतफहमी है कि अर्नड वैल्यू विश्लेषण का उद्देश्य जो आम तौर पर किया जाता है या जो किसी परियोजना के लिए हासिल की गई तस्करी के लिए एक विधि है जिसे पूर्ण किए गए कार्यों या उत्पादों की बजटीय लागत के संदर्भ में मापा जाता है अब हम जल्दी से एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसलिए मान लें कि एक मॉडल को समझाने वाले प्रोजेक्ट में तीन कार्य किए जाने हैं जो 5 दिनों के कोडिंग मॉड्यूल लेने की योजना है मॉड्यूल को कोडित करने में 8 दिन का समय लगता है और मॉड्यूल का टेस्टिंग करने की योजना 6 दिनों की होती है तो अब हम कहते हैं कि हम 20 डेडलाइन डेट की शुरुआत में प्रगति को मॉनिटर करेंगे 20 तारीख या 20 तारीख तो आप कह सकते हैं कि प्लैंड वैल्यू कितना होगा 5 प्लस 8 प्लस 6 इसलिए 19 दिन यदि सब कुछ लेकिन सब कुछ पूरा हो गया है तो परीक्षण पूरा नहीं हुआ है लेकिन यदि सब कुछ है तो परीक्षण छोड़ दिया जाता है लेकिन परीक्षण पूरा हो जाता है तो ईवी कितना हो जाता है तो 5 प्लस 8 में 13 दिन है क्या इसलिए अब हम शेड्यूल प्रदर्शन की गणना करेंगे हम जानते हैं कि शेड्यूल प्रदर्शन शेड्यूल के लिए सूत्र ईवी माइनस पीवी के बराबर है तो 13 ऋण 19 जो नकारात्मक है इसलिए माइनस 6 और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेशन एसपीआई पी वी द्वारा ईवी के बराबर है इसलिए ईवी 13 के बराबर 19 है जो 068 के बराबर है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि SPI नकारात्मक है और साथ ही एक निर्धारित प्रदर्शन संकेतक 1 से कम है इसलिए दोनों बातों का सुझाव दिया कि वास्तव में हमें शेड्यूल वैल्यू शेड्यूल वेरिएशन पॉजिटिव चाहिए और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर 1 से अधिक होना चाहिए SPI नकारात्मक है साथ ही SPI 1 से कम है यह दिखाता है कि परियोजना शेड्यूल से पीछे है अब इस उदाहरण में एक्चुअल कॉस्ट का उपयोग करते हैं हम जानते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है प्रदर्शन या ACWP की एक्चुअल कॉस्ट तो आइए हम इस पिछले उदाहरण पर फिर से विचार करें मान लें कि इस पिछले उदाहरण में दिखाए गए मॉड्यूल में वास्तव में 3 दिन लगे यह 5 दिनों के लिए नियोजित है लेकिन वास्तव में इसमें 3 दिन लगे हैं इसी तरह कोडिंग मॉड्यूल को वास्तव में 4 दिन लगते हैं लेकिन यह 8 दिनों के लिए योजनाबद्ध था तो अब वास्तविक लागत कितनी होगी 7 दिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये लागत साधन भी आप काम की तारीखों का उपयोग कर सकते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट 7 दिन होगी तो अब आप प्रदर्शन कर सकते हैं कॉस्ट वेरियस CV की गणना कर सकते हैं जो EV माइनस AC के बराबर है तो एक EV हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि 13 दिन और माइनस AC एक्चुअल कॉस्टलागत 3 प्लस 4 7 है तो यह 6 दिन है फिर अब यह सकारात्मक है एक अच्छा प्रतीक और लागत प्रदर्शन संकेतक या सीपीआई एसी द्वारा ईवी के बराबर है 13 बाय 7 186 के बराबर है तो आप देखते हैं कि दोनों मामलों में लागत भिन्नता सकारात्मक है और साथ ही लागत प्रदर्शन संकेतक 1 से अधिक है तो यह दिखाता है कि परियोजना बजट के भीतर है बजट ठीक है तो सकारात्मक सीवी या सीपीआई 1 से अधिक है मतलब परियोजना बजट के भीतर है यह नियोजित बजट से अधिक नहीं होगा इसलिए यह नियंत्रण में है इसलिए सीपीआई का उपयोग नए लागत अनुमानों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है जो हम पहले ही दिखा चुके हैं पहले की स्लाइड सीपीआई का इस्तेमाल नए लागत अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है इसलिए अब पूरा होने वाला बजट आइए हम देखते हैं कि पूरा होने वाला बजट क्या है इसलिए प्रतियोगिता में बजट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह एक परियोजना की कुल लागत के लिए वर्तमान बजट आवंटन का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए और इसे पूरा करने का अनुमान भी हमने पहले ही लगाया है यह ठीक अनुमान है जो CPI द्वारा BAC के बराबर है इसलिए उदाहरण के लिए मान लें कि पूरा होने वाला बजट आपको 19000 के रूप में दिया गया है और CPI को 186 मान लिया गया है तो EAC की गणना की जा सकती है क्योंकि CPI द्वारा BAC 10215 के बराबर है अब आप देख सकते हैं कि यह बजट कम हो गया है परियोजना की लागत कम हो गई है अनुमानित लागत कम हो जाती है क्योंकि काम कम समय में पूरा हो जाता है ऐसा नहीं है क्योंकि आप उस बजट को 19000 के पूरा होने पर देख सकते हैं लेकिन अब इसे घटाकर 10215 कर दिया गया है अनुमानित लागत कम हो गई है क्योंकि काम कम समय में पूरा हो रहा है जो काम कम समय में पूरा हो रहा है इसीलिए ऐसा हुआ है और हमने पहले ही देखा है कि काम क्या है यह योजना बनाई गई थी कि क्या लिया गया है हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर 186 तक दिखाता है है और क्यों क्योंकि आपने 8 5 प्लस 8 में पूरा होने की योजना बनाई है 13 दिन लेकिन वास्तव में यह 4 से अधिक 3 7 दिन ले रहा है इसलिए यह है कि यह वही है जो कम दिन ले रहा है और जब से आप यह बता रहे हैं कि सीपीआई 186 पिछले मूल्य के बराबर है तो हमने आपके द्वारा उपयोग किए गए 186 का उपयोग किया है और इसलिए और पूरा होने पर बजट भले ही यह अनुमानित 9000 हो और हम बहुत जल्दी काम पूरा कर रहे हैं यही कारण है कि लागत कम हो जाती है इसलिए अनुमानित लागत कम हो जाती है क्योंकि काम कम समय में पूरा हो रहा है तो आइए हम फिर से इस टाइम वैल्यू की व्याख्या करें एक उदाहरण के रूप में टाइम वेरियंस इसलिए और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टाइम वेरियंस का मतलब उस समय के बीच का अंतर है जब दिखाएं गए ईवी तक पहुंचा जाना चाहिए था और वह समय जो वास्तव में वर्तमान समय था उदाहरण के लिए 19000 की EV पर कहते हैं कि यह EV था इसलिए हमने उम्मीद की है कि यह 19000 पाउंड उदाहरण के लिए कहते हैं कि १ ९ ००० की ईवी १ अप्रैल को पहुंच गई थी यह होना चाहिए यह काम 1 अप्रैल तक किया जाना चाहिए था और यह वास्तव में पाया गया कि यह पहुंच गया था यह पहली जुलाई को पूरा हो गया था फिर टीवी कितना है 1 अप्रैल माइनस 1 जुलाई आप कह सकते हैं तो चौथा महीना यह सातवाँ महीना है जो 3 महीने का होगा इसलिए नेगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि टीवी नकारात्मक है कि परियोजना देर से चल रही है ठीक है तो यह है निष्कर्ष यह निष्कर्ष है कि आपका टीवी नकारात्मक आ रहा है और टीवी नकारात्मक साधन है यह दिखाता है कि परियोजना देर से चल रही है आइए हम जल्दी से एक और 2 मिनट लेते हैं यह एक और छोटा उदाहरण है मान लीजिए कि एक परियोजना को 1 वर्ष में पूरा किया जाना है इसे 1 वर्ष में लगभग 100000 रुपये की लागत से पूरा किया जाना है 3 महीने के बाद आपको पता चलता है कि यह परियोजना 40000 की लागत पर केवल 30 प्रतिशत पूर्ण है फिर प्रदर्शन का आकलन करें परियोजना का मूल्यांकन कैसे हमें देखने दे सकते हैं हमें प्लैंड वैल्यू का पता लगाना होगा बजट में अर्नड वैल्यू अर्नड वैल्यू बजट लागत सीपीआई एसपीआई वगैरह आप प्लैंड वैल्यू जान सकते हैं कि प्लैंड वैल्यू क्या है प्लैंड वैल्यू देखें कि यह यहाँ दिया गया है कितना 100000 लेकिन हम कब मूल्यांकन कर रहे हैं 3 महीने के बाद तो एक वर्ष 12 महीने है 3 महीने के बाद 25 प्रतिशत है तो प्लैंड वैल्यू का अर्थ है बजटीय लागत में काम का नियोजित प्रतिशत पूरा होना बजट लागत 100000 है 3 महीने के बाद पूरा होने का नियोजित प्रतिशत मतलब है कि यह 100000 में 25 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक आ रहा है अर्नड वैल्यू मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अर्नड वैल्यू को भी ईवी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है तो समस्या के भीतर यह है कि कितना केवल 30 प्रतिशत यहां पूरा हुआ अच्छा यहाँ अर्नड वैल्यू EV वास्तव में बजटीय लागत में पूरा किए गए प्रतिशत कार्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत काम पूरा हुआ क्या बजट की लागत में 30 प्रतिशत है 100000 यह 30000 हो रहा है अब आप आसानी से सीपीआई और एक एसपीआई की गणना कर सकते हैं तो सीपीआई क्या बराबर है ईवी माइनस वास्तविक लागत ईवी वास्तविक लागत से विभाजित ईवी 30000 के बराबर है और वास्तविक लागत आप समस्या में पहले ही दे चुके हैं वास्तविक लागत 40000 है तो यह 30000 40000 से 075 पर आ रहा है और शेड्यूल इंडेक्स एसपीआई बराबर है पीवी द्वारा ईवी पर ईवी हम पहले ही 30000 देख चुके हैं पीवी हमें पीवी द्वारा ईवी माफ करना है तो ईवी की गणना 30000 पीवी की गणना 25000 की जाती है तो 2500 तक 30000 12 आने के लिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि CPI 1 से कम है और SPI 1 से अधिक है तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसलिए परियोजना के प्रदर्शन का आकलन निम्नानुसार है क्योंकि सीपीआई 1 से कम है यह अनुमान है कि परियोजना परियोजना पर है क्योंकि सीपी सीपीआई 1 से कम है यह 1 से अधिक होना चाहिए इसलिए सीपीआई 1 से कम है यह अनुमान है कि परियोजना या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परियोजना बजट से अधिक है यहां आप देख सकते हैं कि खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए हमें केवल 075 मूल्य का काम मिल रहा है सीपीआई 075 देखें इसका अर्थ है कि खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए हमें केवल 075 मूल्य का काम मिल रहा है और आप पहले ही देख चुके हैं कि SPI 1 से अधिक है यह 12 है चूंकि SPI 1 से अधिक है यह इंगित करता है कि परियोजना अनुसूची से आगे है हम परियोजना से पीछे नहीं हैं समय से पहले कार्यक्रम से आगे है तो अगर परियोजना चाल है यदि परियोजना इस दर पर चलती है तो अगर परियोजना चलती है इस दर पर या इस दर पर प्रगति की जाती है फिर परियोजना को निर्धारित समय से बहुत पहले वितरित किया जाएगा परियोजना को वितरित किया जाएगा परियोजना को समय से पहले लेकिन अधिक बजट पर लेकिन लागत से अधिक पर वितरित किया जाएगा इसलिए चूंकि लागत अधिक होगी इसलिए हमें कुछ करना होगा इसलिए यहां सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि आप जो पैसा जानते हैं यह अधिक लागत भी लेगा भले ही शेड्यूल को जल्दी पहुंचाया जाए तो भले ही परियोजना को नियोजित कार्यक्रम की तुलना में बहुत पहले वितरित किया जाएगा लेकिन परियोजना क्या है यह बजट से अधिक लागत से अधिक है तो बजट को कम करने या लागत को कम करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए इसलिए इन चीजों को हम पहले ही देख चुके हैं हमने इन चीजों को पहले ही देख लिया है हमने अलग अलग तकनीकों के माध्यम से अर्नड वैल्यू की इस निगरानी पर चर्चा की है अलग अलग पैरामीटर जैसे शेड्यूल वेरिएशन टाइम वेरिएशन कॉस्ट वेरिएशन और परफॉर्मेंस अनुपात हमने उपरोक्त मापदंडों की गणना करने के लिए सभी को समझाया है अब हम उपर्युक्त उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाते हैं हमने इन संदर्भों से लिया है